PV बैटरी इंटरफ़ेस यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है विशेष रूप से pv एप्लिकेशन के दृष्टिकोण से क्योंकि pv और बैटरी बहुत अच्छे दोस्त हैं बैटरीया अधिकांश फोटोवोल्टिक संचालित एप्लीकेशंस का एक अभिन्न अंग हैं इसलिए pv बैटरी पीवी लोड और pv एप्लिकेशन के भीतर किसी भी अन्य कॉम्पोनेंट्स के बीच का इंटरफेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए इंटरफेस के बीच सबसे महत्वपूर्ण और आम तौर पर इनकाउंटर्ड इंटरफ़ेस एक चार्ज कंट्रोलर है जहां बैटरी में डालने या बैटरी से निकाले जाने वाले चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग मेकैनिज्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो हम चार्ज कंट्रोलर और फिर बैटरी चार्जिंग से संबंधित सर्किटों को देखेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण सर्किटरी है जिस पर हमें एक नज़र डालने की आवश्यकता है आप बैटरी को DC DC कन्वर्टर्स के पीवी या आउटपुट से कैसे चार्ज करते हैं जो pv और इसी तरह के सर्किट के साथ इंटरफेस होते हैं तीसरा हमें सीरीज में बैटरी से जुड़ी समस्याओं को देखने की जरूरत है इसलिए जब आपके पास सीरीज में जुड़ी हुई बैटरीज होती हैं तो चार्ज शेयरिंग के साथ समस्या होती है सभी सीरीज में बैटरीया जब उनको चार्ज किया जा रहा है और डिस्चार्ज किया जा रहा है बराबरी से चार्ज को शेयर नहीं करती और इसलिए चार्ज इक्वलाइजेशन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे संबोधित करना आवश्यक है सीरीज में बैटरी से जुड़े होने के संबंध में चौथा विषय है पैरेलल में बैटरीया क्या हम बैटरी को पैरेलल में जोड़ सकते हैं यदि हां तो हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे और अगर नॉन आईडेंटिकल बैटरीया हैं तो आप उन्हें पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्या हैं इसलिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम pv बैटरी इंटरफेस विषय मैं चर्चा करेंगे आइए देखते हैं क्या हम एक pv और बैटरी को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या pv और बैटरी का सीधा संबंध संभव है या यह संभव नहीं है आइए हम एक pv स्रोत और pv स्रोत के टर्मिनलों को लेते हैं मैं इस तरह से बैटरी कनेक्ट करूंगा क्या यह संभव है क्या यह वैध है क्या pv स्रोत बैटरी को चार्ज करेगा अब एक बैटरी को इस तरह के एक साधारण मॉडल के साथ समझे बैटरी में एक आदर्श dc स्रोत vB है सीरीज में एक रेजिस्टेंस RB है यह RB जिसे हम डाल रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है यह बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बैटरी की केमिस्ट्री पर काफी हद तक निर्भर करता है यह एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यह चार्ज के स्टेट के साथ भी बदलता है हालांकि आइए हम इस मॉडल इस सरल मॉडल पर विचार करें और देखें कि बैटरी की IV कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिखती हैं इसलिए चार्जिंग के दौरान जब बैटरी चार्ज की जा रही है तो बैटरी के टर्मिनलों के माध्यम से करंट की दिशा इस तरह होती है यह पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आता है और वोल्टेज को इस तरह से टर्मिनल के एक्रॉस में मापा जाता है और हम इसे vT कहेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज vT V बैटरी प्लस द्वारा दिया गया है करंट इस फैशन में आ रहा है यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है इसलिए प्लस iBRB तो यह इस बैटरी मॉडल के लिए मॉडल इक्वेशन है तो आइए हम यह भी विचार करें कि क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्ज होने के दौरान वाले मॉडल vB और RB पर विचार करें इसलिए डिस्चार्ज होते समय करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और हम अभी भी टर्मिनल वोल्टेज vT को मापते हैं और अब इक्वेशन है vT vB है अब करंट इस दिशा में बह रहा है इसलिए यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है तो V टर्मिनल है माइनस इस ड्रॉप- iBRB तो यह बैटरी के लिए मॉडल है जबकि यह डिस्चार्ज हो रहा है तो इन दोनों के IV कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं मुझे करैक्टेरिस्टिक्स एक्सिस ड्रॉ करने दें X एक्सिस vT टर्मिनल वोल्टेज है Y एक्सिस iB बैटरी करंट है मेरे पास एक और एक्सिस भी है एक चार्जिंग के लिए एक डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ भी vT बनाम iBहै अब हम कहते हैं कि यह चार्जिंग के लिए है और यह डिस्चार्जिंग के लिए है और चार्जिंग के लिए मॉडल vT vB iBRB है डिस्चार्जिंग के लिए मॉडल vT vB iBRB है अब हमें करैक्टेरिस्टिक्स ड्रॉ करने दें अब जब iB 0 है जब वहां कोई बैटरी करंट नहीं है तो यह ड्रॉप पिक्चर में नहीं आता है यह केवल vB है इसलिए हम यहां X एक्सिस पर vB को मार्क करेंगे तो यह vB है अब एक आदर्श स्थिति के तहत जब RB 0 जब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो यह टर्म प्रकट नहीं होता है तो यह केवल vB स्ट्रेट अप होगा जो कुछ भी बैटरी करंट हो vB बस कांस्टेंट फिकस्ड होगी तो यह करैक्टेरिस्टिक्स होती होगी हालांकि इस टर्म iB ˟ RB के कारण जिस को जोड़ा गया है जैसे ही करंट बढ़ता है RB की वैल्यू के आधार पर यह वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह की एक स्लोप लाइन है और यह ड्रॉप वास्तव में ड्रॉप नहीं है यह अतिरिक्त वोल्टेज पोटेंशियल iBRB के कारण है इसलिए यह iBRB है और यह स्लोप 1RB के अलावा और कुछ नहीं है तो एक आदर्श सैचुरेशन में RB 0 है इसलिए स्लोप वर्टिकल हो जाता है ग्रे लाइन के साथ मर्ज हो जाता है तो अब डिस्चार्जिंग केस में भी वह बिंदु जब iB 0 होता है समान है vB यदि RB 0 होता तो यह सीधे वर्टिकल लाइन होता अब vT vB iBRB है जैसे करंट बढ़ता है ड्रॉप को डिस्चार्ज करते हुए vB वैल्यू बढ़ती है तो आप इस तरह से स्लोप देखेंगे और यह ड्रॉप और कुछ नहीं पर iB ˟ RB है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और यह स्लोप 1RB है अब यह ये दोनों बैटरी की IV कैरेक्टरिस्टिक हैं अब चार्जिंग के मामले पर विचार करते हैं क्योंकि जब pv बैटरी से जुड़ा होता है तो pv सिंक नहीं हो सकता है केवल बैटरी सिंक हो सकती है यह सिंक हो सकती है और सोर्स भी तो pv को सोर्स करना है और बैटरी को सिंक करना है तो pv बैटरी चार्ज कर रहा है तो यही वह करैक्टेरिस्टिक्स है जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है तो इस बैटरी की करैक्टेरिस्टिक्स को लें pv पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक्स को सुपर इंपोज करें और फिर चर्चा करें और फिर हम यह देखे कि क्या pv पैनल में सीधे बैटरी को इंटरफ़ेस कर पाना संभव है आइए अब हम पीवी पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक्स और बैटरी की IV करैक्टेरिस्टिक्स को सुपर इंपोज करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि pv पैनल और बैटरी का सीधा संबंध कैसे काम करता है तो यहां मेरे पास X एक्सिस पर vT है Y एक्सिस पर मेरे पास pv pv पैनल के टर्मिनल के माध्यम से गुजरने वाला टर्मिनल करंट होगा और मैं pv पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक्स को ड्रॉ करूंगा अब इस पर आइए हम चार्जिंग बैटरी की करैक्टेरिस्टिक्स को सुपर इंपोज करें क्योंकि बैटरी pv पैनल द्वारा चार्ज हो रही है तो हम कहें कि मेरे पास यहाँ vB है जब कोई करंट नहीं है यह ओपन सर्किट बैटरी वोल्टेज है और मेरे पास आइडियल बैटरी के साथ यह रेफरेंस लाइन है और जिस लाइन को हमने देखा है यहां बैटरी चार्ज हो रही है यहां एक अतिरिक्त पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस RB के कारण बैटरी के टर्मिनलों के एक्रॉस दिखाई देता है अब यह बैटरी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट होगा और बैटरी चार्ज हो रही है आप देखते हैं कि यहां एक पॉजिटिव करंट है जो इस वैल्यू की बैटरी में बह रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है इसलिए यदि हम इस पल में स्नैपशॉट लेते हैं तो एक लोड लाइन है जो इस ऑपरेटिंग पॉइंट से गुजर रही है तो यह समान लोड लाइन होगी जो pv पैनल के टर्मिनल के लिए प्रस्तुत की जाती है तो हम इसे 1RT लाइन के बराबर कह सकते हैं अब हम कहते हैं कि इससे करंट प्रवाहित हो रहा है बैटरी चार्ज हो रही है इसलिए जैसा कि बैटरी चार्ज हो रही है आप देखेंगे कि डिस्चार्ज से चार्ज स्थिति तक बैटरी वोल्टेज अलग है चार्ज की गई बैटरी की स्थिति थोड़ी अधिक होगी तो यह दाईं ओर बढ़ना शुरू कर देगा इसलिए जैसे ही यह दाईं ओर बढ़ना शुरू होता है ऑपरेटिंग पॉइंट भी दाईं ओर बढ़ने लगता है तो हम यहाँ इस पॉइंट पर कहते हैं जब इसे फुल चार्ज के लिए बंद कर दिया जाता है तो हमारे पास लगभग यहाँ vB होगा लगभग फुल चार्ज स्थिति में बैटरी पोटेंशियल को मैं यहां मार्क करता हूं vB और मुझे वर्टिकल ड्रॉ करने दें और मुझे उस बैटरी की लोड लाइन ड्रॉ करने दें जब करंट उसमें प्रवाहित हो रहा हो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे बैटरी चार्ज हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस RB भी बदलता है आम तौर पर इंटरनल रेजिस्टेंस RB डिस्चार्ज स्थिति के मुकाबले फुल चार्ज से कम होता है इसलिए जैसा कि ऑपरेटिंग पॉइंट फुल चार्ज स्थिति के करीब जाता है यह स्लोप वर्टिकल होगा क्योंकि RT कम है ठीक है इसलिए यह पॉइंट यहां इंटरसेक्शन प्वाइंट चार्ज बैटरी का नया ऑपरेटिंग पॉइंट होगा तो अब हम कहते हैं कि यदि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब बैटरी पूरी चार्ज के करीब होगी तो यह 1RT लाइन के बराबर होगी तो आप देखते हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट इस क्षेत्र में चलता है यदि बैटरी आगे डिस्चार्ज हो जाती है तो यह यहां आ जाएगी जहां करसर है और फिर शायद लोड लाइन बैटरी आएगी और यहां इंटरसेक्ट करेगी तो आप देख सकते हैं कि एक क्षेत्र है जहां बैटरी चार्जिंग ऑपरेटिंग पॉइंट चलते हैं तो यह ओपन सर्किट वैल्यू के पास और नीचे तक जा सकता है इसलिए जैसे ही यह यहाँ आता है इस क्षेत्र में करंट कम होना शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं कि जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज स्थिति में होती है ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा होता है कि बैटरी का चार्जिंग करंट अधिक होता है जैसे ही बैटरी फुल चार्ज की ओर बढ़ने लगती है चार्जिंग करंट कम होने लगता है तो यह बहुत कंपैटिबल है pv मॉड्यूल और बैटरी जब वे एक साथ जुड़ते हैं तो वे अपने आप कंपयरेबल होते हैं क्योंकि जैसे बैटरी फुल चार्ज होने लगती है चार्जिंग करंट के कम होने के की प्रकृति होती है क्योंकि जब यह फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी को केवल ट्रिकल चार्ज की जरूरत होती है तो यह क्षेत्र यहां ट्रिकल चार्ज क्षेत्र या फ्लोट चार्जिंग रीजन है या मूल रूप से इसका मतलब है कि जब यह पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो हम कहते हैं ओपन सर्किट वैल्यू के पास इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है जिस क्षण यह किसी भी कारण से या तो एक लोड के कारण या कि नॉन कनेक्टेड अवधि के दौरान थोड़ा डिस्चार्ज होता है बैटरी वातावरण में नमी के माध्यम से डिस्चार्ज हो सकती है और चार्ज के नुकसान को पूरा करना पड़ता है इसलिए हम एक ट्रिकल करंट प्रदान करते रहते हैं जिसे ट्रिकल चार्ज या फ्लोट चार्जिंग कहा जाता है जिसका अर्थ है कि एक बार जब बैटरी वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है तो चार्ज के नुकसान को पूरा करने के लिए ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा करंट होगा तो यह क्षेत्र अपने आप से फ्लोट चार्ज या ट्रिकल चार्ज क्षेत्र के रूप में व्यवहार करता है आप देखते हैं कि pv और बैटरी को जोड़ने के लिए आपको किसी भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है अगर बैटरी वोल्टेज vB डिस्चार्ज की स्थिति में और पूरी तरह से चार्ज की स्थिति के तहत pv पैनल से ठीक से मिलाए जाते हैं VOC और चार्जिंग करंट बैटरी की एंपियर आवर रेटिंग ठीक से मिलाए जाते हैं तब pv पैनल और बैटरी को सीधे जोड़ा जा सकता है और आगे किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है यह ऑटोमेटिक है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसे चार्ज करने के लिए इसमें अधिक करंट फ्लो होता है और जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो बहुत कम करंट ट्रिकल चार्ज करंट केवल इसमें से प्रवाहित होता है और इस तरह से बैटरी की क्षमता बनाए रखता है तो चलिए अब एक उदाहरण पर विचार करते हैं जहाँ हम बैटरी को pv पैनल से जोड़ते हैं तो यह एक pv पैनल की करैक्टेरिस्टिक्स हैं vT बनाम iT और यह pv पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक्स हैं अब देखते हैं कि हम बैटरी करैक्टेरिस्टिक्स का मैच कैसे कर सकते हैं जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना हम बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते है अब एक लेड एसिड बैटरी पर विचार करें सबसे लोकप्रिय लेड एसिड बैटरी अब हम कहते हैं हमारे पास 12 वोल्ट का नाम मात्र वोल्टेज है यह 20 Ah बैटरी है और यह C10 C रेट है जो कि C10 है कैपेसिटी 10 वह करंट होगा जिससे आप बैटरी डिस्चार्ज करेंगे और बैटरी चार्ज करने के लिए भी यही अमाउंट होगा अब बैटरी वोल्टेज जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो लेड एसिड बैटरी के लिए यह लगभग 108 वोल्ट होता है जब डिस्चार्ज हो जाती है जब यह डिस्चार्ज स्थिति में होती है और बैटरी के फुल चार्ज होने पर यह लगभग 142 वोल्ट होता है जब पूरी तरह से चार्ज होती है तो ये बैटरी के लिए वोल्टेज सीमाएं हैं और यह इन दोनों के भीतर होगा पूरी तरह से डिस्चार्ज और पूरी तरह से चार्ज हो और करंट क्या है जिसे आपको इसके साथ चार्ज करना है आपको इन दो वैल्यू का उपयोग करना होगा तो हम कहते हैं Icharge मैक्सिमम 20 Ah होगा C10 से विभाजित करने पर C रेट जो कि 2 amp अधिकतम है इसलिए जब यह यहां पर डिस्चार्ज की स्थिति में है तो हम कहें कि इसकी शुरुआत 2 amps चार्जिंग पर होती है तो हम कहें कि यह यहां लगभग 2 amps है और फिर चार्ज करना शुरू करता है क्योंकि जब बैटरी चार्ज हो रही है तब करंट कम हो रहा है धीरे धीरे यह ट्रिकल चार्ज तक कम हो जाता है तो चलिए अब हम एक्सट्रीम ऑपरेटिंग पॉइंट्स को तय करते हैं इसलिए जब बैटरी डिस्चार्ज स्थिति में होती है तो हम चाहेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट ISC लाइन के पास हो तो आइए हम कहते हैं हमारे पास यहाँ इसे चार्ज करने के लिए करंट बड़ी वैल्यू है और जैसे ही यह चार्ज करता है ऑपरेटिंग पॉइंट दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और फिर इसे फुल चार्ज स्थिति में नीचे आना चाहिए जब यह 142 वोल्ट के करीब हो इसलिए हम इसे लगभग 2 amps मैक्स चार्ज करंट पर सेट करेंगे इसलिए जब कभी भी बैटरी डिस्चार्ज लेकिन स्पीकर का मतलब चार्ज कंडीशन में है तो यह PV पैनल से 2 amps को ड्रॉ करेगा शॉर्ट सर्किट करंट जो आप देख रहे हैं वह थोड़ा अधिक है तो हम कहें कि शॉर्ट सर्किट करंट लगभग 25 एम्पियर है अब यह VOC आप देखते हैं कि यह ऑपरेटिंग पॉइंट 142 वोल्ट के अनुरूप होना चाहिए इसलिए VOC थोड़ी दाईं ओर है और हम कहेंगे कि VOC 145 वोल्ट पर सेट है तो अब अगर आप इसकी RB वैल्यू का उपयोग करके बैटरी की एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह VB यहां 108 वोल्ट है जैसे ही करंट बढ़ता है आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन प्वाइंट वहां होगा और यहां भी अगर आप लोड लाइन डालते हैं जहां यह पॉइंट इंटरसेक्ट होता है x एक्सिस VB 142 वोल्ट होगा जब यह पूरी तरह से चार्ज हो तो आप देखेंगे कि बैटरी के लिए इन दो एक्सट्रीम लोड लाइनों के बीच चार्जिंग होती है तो आप पैनल को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि यह आपकी पसंद की बैटरी से मेल खाता हो या आप उस बैटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो पैनल से मैच करेगी आपके पसंद के pv पैनल से और यदि आपने ऐसा ठीक से किया है जहां यह एक दूसरे से कंपैटिबल हैं तो आप pv पैनल और बैटरी को बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीधे कनेक्ट कर सकते हैं यदि किसी कारण से आप बैटरी और pv पैनल का मिलान नहीं कर पा रहे हैं एक उदाहरण के लिए आपको दिया गया pv पैनल 25 amps 145 वोल्ट का है जिसमें वह करैक्टेरिस्टिक्स हैं और जो बैटरी आपको दी गई है वह 24 v है तो जाहिर है कि यह रेंज से बाहर हो जाएगी और आप इस pv पैनल और बैटरी का उपयोग नहीं कर सकते जिसे सीधे जोड़ा जाना है उस स्थिति में हम जानते हैं कि उस समस्या को कैसे हल किया जाए क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इस लोड लाइन के भीतर काम करना है हम एक कनवर्टर का उपयोग कर सकते हैं हम एक DC DC कनवर्टर का उपयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह का तो आपके पास एक pv मॉड्यूल है और जिससे आप DC DC कनवर्टर और DC DC कनवर्टर के आउटपुट तक कनेक्ट कर रहे हैं आप बैटरी कनेक्ट करते हैं

तो यह DC DC कनवर्टर आउटपुट साइड लोड लाइन लोड इनपुट साइड लोड से मेल खाने का काम करेगा ड्यूटी साइकिल कंट्रोल के माध्यम से इसलिए उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास 25 वोल्ट की बैटरी है और इस pv पैनल में 145 वोल्ट VOC है और आप सीधे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस ड्यूटी साइकिल कंट्रोल के जरिए हमें किसी भी वोल्टेज और किसी भी करंट रेटिंग अथवा pv मॉड्यूल को उचित रूप से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए DC DC कनवर्टर और ड्यूटी साइकिल कंट्रोल के बीच इंटरफेसिंग के जरिए से बेशक बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम DC DC कनवर्टर के जरिए बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे विशेष रूप से हम करंट कंट्रोल DC DC कनवर्टर पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे